एक पेटेंट योग्य खोज की सीमाएँ पेटेंट योग्य खोज की अपनी सीमाएँ हैं एक पेटेंट योग्य खोज की सीमाएँ पेटेंट योग्य खोज की अपनी सीमाएँ हैं खोज की प्रकृति में पूर्व कला दस्तावेजों की तलाश शामिल है जो कोडिफ़ाईड पर उपलब्ध नहीं हैं खोज की प्रकृति में पूर्व कला दस्तावेजों की तलाश शामिल है जो कोडिफ़ाईड पर उपलब्ध नहीं हैं ये सभी पूर्व कला सामग्री अभी भी प्रासंगिक होंगीं और आसानी से आविष्कार को समाप्त सकती हैं लेकिन जब खोज की जा रही है तो उपलब्ध नहीं होगी ये सभी पूर्व कला सामग्री अभी भी प्रासंगिक होंगीं और आसानी से आविष्कार को समाप्त सकती हैं लेकिन जब खोज की जा रही है तो उपलब्ध नहीं होगी इस कारण से हम कहते हैं कि कोई भी खोज परिपूर्ण नहीं है इस कारण से हम कहते हैं कि कोई भी खोज परिपूर्ण नहीं है और कोई खोज एक पूर्ण खोज के रूप में नहीं है और एक आदर्श खोज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी को भी करने का प्रयास करना चाहिए और कोई खोज एक पूर्ण खोज के रूप में नहीं है और एक आदर्श खोज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी को भी करने का प्रयास करना चाहिए इसका कारण यह है कि एक खोज में आप नकारात्मक को साबित करने की कोशिश कर रहे होंगे इसका कारण यह है कि एक खोज में आप नकारात्मक को साबित करने की कोशिश कर रहे होंगे आप आविष्कार को नष्ट करने के लिए पूर्व कला की तलाश में होंगे जो नवीनता को मार सकती है आप आविष्कार को नष्ट करने के लिए पूर्व कला की तलाश में होंगे जो नवीनता को मार सकती है जब तक आप इसे नहीं ढूंढते हैं तब तक आप केवल यह कहकर लौटेंगे कि ऐसा कुछ नहीं मिला जब तक आप इसे नहीं ढूंढते हैं तब तक आप केवल यह कहकर लौटेंगे कि ऐसा कुछ नहीं मिला दूसरे एक खोज की गुणवत्ता एक प्रकटीकरण के रूप में दिए गए इनपुट को कवर नहीं कर सकते हों दूसरे एक खोज की गुणवत्ता एक प्रकटीकरण के रूप में दिए गए इनपुट को कवर नहीं कर सकते हों और यह एक कारण हो सकता है कि आपसे एक महत्वपूर्ण संदर्भ छूट जाता है और यह एक कारण हो सकता है कि आपसे एक महत्वपूर्ण संदर्भ छूट जाता है पाँचवें आप गलत श्रेणी में खोज रहे होंगे पाँचवें आप गलत श्रेणी में खोज रहे होंगे इसके लिए और कई और कारणों से हम किसी खोज को अपने आविष्कार की पेटेंट क्षमता का सही प्रतिबिंब नहीं मानते हैं इसके लिए और कई और कारणों से हम किसी खोज को अपने आविष्कार की पेटेंट क्षमता का सही प्रतिबिंब नहीं मानते हैं यदि आपको आविष्कार के अधिक विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है तो वैधता खोज से कोई अनुचित अपेक्षाएं न हों यदि आपको आविष्कार के अधिक विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है तो वैधता खोज से कोई अनुचित अपेक्षाएं न हों